पाठ्यक्रम के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है जहां पर हम यह कोशिश करेंगे की मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं को समझ सके और यह मन को कैसे बनाता है और मैं आशा करता हूं कि अब तक इसने अपने उद्देश्य की पूर्ति की होगी क्योंकि व्यवहार की यात्रा एक बहुत बड़े स्तर से शुरू हुई थी जो हर वक्त इसमें या उसमें झांकती रही उसके बाद हम लोगों ने न्यूनता वादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए समझने की कोशिश करी सूक्ष्मदर्शी स्तर पर समझने की कोशिश करी और मीजोस्कोपिक स्तर पर चीजों को समझने की कोशिश की वास्तव में सूक्ष्मदर्शी नहीं था क्योंकि वह हमें ब्रह्मांड में ले जाता तो हम सब इन सब स्तरों पर कहां थे केवल हम पुनरावृति करते हैं और एक विचार करते हैं कि सब चीजों को एक साथ कैसे रखा जाए तो इस संरचना को देखिए अवकोशिकीय स्तर पर हम लोगों ने नलिकाओं मिलकर पूरे मस्तिष्क का निर्माण करते हैं और यही मस्तिष्क का वृहद स्वरूप है जिसके बारे में हमने बात की थी यह एक प्रक्रिया है प्रत्येक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए उत्तेजक होते हैं और कुछ निरोधात्मक होते हैं जो अचानक प्रज्वलन ऋण आत्मक 70 मिली वर्ल्ड से ऋण आत्मक 55 मिली वोल्ट तक अधिकतम जाता है और एकल न्यूरॉन के स्तर पर शिखर पर आता है परंतु न्यूरॉन्स के संबंध में एकल न्यूरॉन का कोई महत्व नहीं है इसे अपने इतिहास को संगठन के तौर पर कई न्यूरॉन के नेटवर्क के तौर पर त्यागना होगा फिर अंतर ग्रंथन के पश्चात का पोटेंशियल नेटवर्क जोकि आधारित होते हैं जो कार्य करते हैं संगठनात्मक नेटवर्क से विषय वस्तु के आधार पर बाटा गया संस्थान और ऊर्जा का संचरण जोकि दोलन को मन करता है और हम जानते हैं कि दोलन 05 से लगभग 500 तक होता है परंतु हमारे मतलब के अनुसार सिर्फ हमारे पास 05 से 40 हर्टज होता है जो कि गामा दोलन है और यह जोड़ने का दोलन होता है तो आप जानते हैं कि सूचनाओं का कई स्तरों का और कई मॉडलों का अंतर और एकीकरण होता है तो इस सारी प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि बाहरी दुनिया से सामना करना जो कुछ भी सूचना ली जाती है उसके अनुसार प्रक्रिया होती है उसको स्मृति में इकट्ठा किया जाता है उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है और इसका प्रयोग मूल रूप से दो चीजों के लिए किया जाता है बल्कि पहली चीज जो कि जीवित रहना है और दूसरी चीज मूल रूप से इंसानों में दोष को उत्पन्न करना है तो जीवित रहने के लिए आप अपने भविष्य का अंदाजा लगाते हैं भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं तो मनुष्य में बहुत सारे क्षेत्र और बहुत सारी सूचनाएं होती परंतु जानवरों के बारे में हम नहीं जानते हैं मैं निश्चिंत हूं कि जानवर भी ऐसा ही करते हैं वह भी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और पूर्वानुमान लगाते हैं तथा भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तब आप भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाते और बहुत सारी इंसानी क्रियाएं नहीं कर पाते जो कि इस पूर्वानुमान और भविष्यवाणी से आ रही है और अंत में जो व्यवहारिक निष्कर्ष निकल रहा है वह भी जैसे कि आप न्यूरोट्रांसमीटर से आगे बढ़े जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म चीज है एक सुख में संरचना सूक्ष्म स्तर पर व्यवहार की जटिलता अपने आप में है वह बहुत ही जटिल और बहुत सारे मानसिक कारक है तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और मैं मानसिक कारणों की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर क्योंकि यह पूरी तरह से शारीरिक प्रक्रिया है जो कि मैंने पिछली दो स्लाइड्स में बताया है सारी शारीरिक प्रक्रिया है हम विचारों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं भावनाओं के बारे में भी परंतु वह भी साथ ही साथ सब कुछ प्रभावित करते हैं और यह सारा संस्थान फीडबैक घेरा है जो बार बार गिरता है जो बार बार होता रहता है जो हम कहते हैं कि "जीवन एक समझ की तरफ" ले जाता है तो जो हम जानते हैं कि मस्तिष्क में किसी खास कार्य के लिए खास क्षेत्र होता है तो यह एक मॉड्यूलर संरचना है जो कि मस्तिष्क की विशेष प्रकार की समझ है यह एक उच्च स्तर का मानसिक एकीकरण प्रक्रिया है जो कि मस्तिष्क के द्वारा होती है परंतु इसके हिस्सों के द्वारा नहीं हर हिस्सा एक कार्य कर रहा है और यह इन क्षेत्रों के बीच में एक संगठनात्मक क्षेत्र है जो वास्तव में कुछ अर्थ को उत्पन्न करता है चाहे वह किसी एक क्षेत्र का संगठनात्मक क्षेत्र हो या वह कोई उच्च स्तर का हो चाहे वह कुछ गलत तरह का नेटवर्क हो या केंद्रीय कार्यपालक नेटवर्क के माध्यम से हो या प्रवाह युक्त नेटवर्क हो इन अलग अलग तरह के नेटवर्क हो पहली स्लाइड को याद करिए मैंने आपको इनमें से कुछ नेटवर्क दिखाए थे और अंतिम परिणाम जटिलता ही है मनुष्य का व्यवहार अपने आप में बहुत जटिल है और इसी वजह से मस्तिष्क का नेटवर्क भी तो आणविक अंतर ग्रंथन के स्तर को केवल आश्रय देने के लिए तो बहुत ही आणविक स्तर पर हम आयन प्रणालियों की बात कर रहे हैं और झिल्ली के गुणों की न्यूरोकेमेस्ट्री की बात करते हैं साथ ही बार बार होने वाले नेटवर्क की बात करते हैं उस स्तर से आगे आपके पास एक छोटा नेटवर्क है जहां आपके पास रिकरेंट नेटवर्क डायनॉमिकल सिस्टम पूरे कॉर्टेक्स में है उसके बाद आप मस्तिष्क के बड़ी संरचनाओं की तरफ जाइए जहां पर आप व्यवहार के संदर्भ में और संज्ञात्मक मानसिकता बात कर रहे हैं अब अगर आप यहां देखें तो छोटे स्तर तक यह मस्तिष्क की भौतिकता पर बात कर रहे हैं तो इस छोटे से नेटवर्क को देखिए वह सब प्रतिपुष्टि घेरे में है अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो इन तीरों के निशान को देखिए तो यह एक मॉड्यूलर संरचना है पर अभी तक इस में समानांतर प्रक्रिया चल रही है तो जब यह समानांतर प्रक्रिया चल रही है तब भी यह अनुक्रम में है क्योंकि आप निचले स्तर से ऊपर के स्तर में जाते हैं तो सारी जटिलताएं बढ़ती जाती हैं और वह सब आपस में जुड़ जाती हैं तो अनुक्रम में यह उत्तम है क्योंकि कई सारी अलग अलग अलग सन कल्पनाएं उतार चढ़ाव के लिए आती हैं और समानांतर प्रक्रिया होती है हमें अनुक्रम में होने की जरूरत नहीं है परंतु समानांतर प्रक्रिया में यह अनुक्रम होता है क्योंकि यह संरचना की वजह से होता है और हमने अभी तक मस्तिष्क की रेखा गणित के बारे में बात नहीं की है मस्तिष्क के इस रेखा गणित की वजह से मस्तिष्क में सुलकी जिस तरीके से मस्तिष्क में पैक हैं वह आज के वक्त में अभियंत्रिकी के हिसाब से बहुत ही उत्तम है क्योंकि आपको अधिक स्थान न्यूरॉन्स को पैक करने के लिए मिल जाता है आपको अधिक न्यूरॉन्स की आवश्यकता होती है क्योंकि आपको अधिक डाटा चाहिए होता है और आपको अधिक सूचना की आवश्यकता होती है परंतु क्या मस्तिष्क की रेखा गणित समय और अंतरिक्ष के हिसाब से होती है क्या जिस तरह से इसे दिया गया है यह उसी तरह से व्यवहार करती है सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बहुत सारे स्तनधारियों और मनुष्य के समान दिखने वाले जीवो में भी फिर उसके बाद जब आप ट्रांस्कॉर्टिकल स्तर के माध्यम से संपर्क कर सकता है लोग सपने देख सकते हैं हमने संक्षेप में सपनों के बारे में पिछले व्याख्यान में बात की थी सपनों के क्या मतलब होते हैं और गहरी निद्रा और स्वप्न निद्रा की संरचना क्यों होती है इसका क्या उद्देश्य है इस सब बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है हमारे पास मॉडल है परंतु अभी भी हम लोग बहुत दूर हैं तो इस संक्षिप्त सोच वाली परत की एक परत और है जहां हम सभी मनोवैज्ञानिक बातें करते हैं अध्यात्मिक व्यवहारिक संबंधों वाली वह सब जो आपके जीवन में घटित होती है तो हमारे पास बहुत बड़ी सूचनाएं हैं सूचनाओं का भंडार है जिसने हमें प्रक्रिया की भौतिकता को समझने के लिए संभावनाएं छोड़ी है हमारे पास मनोविज्ञान अध्यात्मिकता दार्शनिक था है और हम इन सब को नजरअंदाज नहीं कर सकते यहां तक कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तब भी क्योंकि केवल बहुत अधिक ज्ञान का आधार होने के कारण हम इन्हेंअस्वीकृत नहीं कर सकते जो इस छोटे से ज्ञान के बादल को समझाता हो या भावुकता को और जहां पर शारीरिकता से इसका संपर्क हो और यह एक बहुत बड़ी बहस है जिस तरह से हम चेतना के बारे में बात कर रहे थे यह उसी तरह की बड़ी बहस है कुछ लोगों का कहना है कि इस स्तर पर भौतिकता इन सब को जन्म देती है परंतु यह एक बहुत बड़ा ज्ञान पर आधारित संस्थान है और हम कहते हैं कि यह सब अलग है भौतिक सिद्धांत वास्तव में यह समझा नहीं पाते कि कैसे यह छोटा बादल असर करता है मानते हैं कि वहां पर विद्युत रासायनिक संकेत होते हैं यह एक स्वरूप है और यह स्वरूप मन को उत्पन्न करता है और विचारों को भी और इन सब चीजों को मानते हैं कि यह सब विद्युत रासायनिक क्रिया से कूदकर एस छोटी चीज पर आते हैं जबकि हम नहीं जानते हैं कि वास्तव में विचारों की क्या विषय वस्तु है अब यह विचार कैसे वापस जाएगा और एस विद्युत रासायनिक प्रज्वलन को प्रभावित करेगा यह करता है ऐसा हम जानते हैं आपने सुना होगा और आप कहीं पहुंचे भी होंगे परंतु आप अभी भी अपनी इच्छाशक्ति को वहां पहुंचाने के लिए रखते हैं तो यह इच्छाशक्ति कहां पर है क्या यह मध्य मस्तिष्क में स्थित है जो कि हम नहीं जानते हैं यह वही विद्युत रासायनिक क्रिया है जो इच्छाशक्ति को बनाती है और वह एक तरह का बादल है अगर आप इसको उस तरह से सोचे तो परंतु यह बादल वापस कैसे विद्युत रासायनिक क्रिया में जाता है यह एक बहुत बड़ा अंतर है और यह अंतर अभी भी है हम कुछ ऐसी खाली जगह जानते हैं जहां पर हम बहुत सारी योगी क्रिया कर सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे हमने जो कुछ भी सोचा है उसके अनुसार मैं जो अगले 30 40 मिनट कुछ करना चाहता हूं अब आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं निश्चिंत हूं जब आप सोचेंगे आप में से कुछ लोग वास्तव में इसे उठाएंगे और अगले 50 वर्षों तक शोध करेंगे न्यूरोसाइंस में यह बहुत ही दिलचस्प उसमें है मैंने आज गूगल पर मस्तिष्क का यह सैद्धांतिक मॉडल डाला है और बहुत सारे परिणाम है मैंने पाया यह 048 सेकेंड्स है तो आप कल्पना करिए कि इस पर कितना कार्य किया जा रहा है उनमें से कुछ दो राय जा रहे हैं फिर भी अगर हम आधारभूत मॉडल को देखें तो अब भी बहुत सारे हैं तो क्या क्या हो गया और यह जीव विज्ञान और मनोविज्ञान है जो पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं हो सकता है 30 वर्षों से और अचानक लोगों को यह एहसास हुआ कि भौतिकी रसायन और कंप्यूटर भी इसमें शामिल है क्योंकि कंप्यूटर जहां पर मस्तिष्क के मॉडल की प्रक्रिया होती है किस तरह से मस्तिष्क कार्य करता है विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तो मस्तिष्क का भौतिक विज्ञान क्या है क्या यह क्वांटम भौतिकी है बहुत सारे लोग इस पर कार्य कर रहे हैं बहुत इस की आलोचना कर रहे हैं मैं कुछ नाम लूंगा और हो सकता है कि आप उसमें वास्तविक अंतर पता कर सकें रोजर पेनरोज एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं हॉकिंग के सहयोगी और उन्होंने दो किताबें लिखी हैं शैडो ऑफ द माइंड यह व्यक्ति थे जिन्होंने गैर रेखांकन के बारे में बात की थी और जो बहुत ही प्रचलित हुई थी संभवत वर्ष 95 से 2000 के मध्य यह तो ऐसे ही बाहर चला गया और क्वांटम अंदर आ गया परंतु मस्तिष्क में गैर रेखा के गति ही वास्तविकता है और बहुत तरीके के संकेतों का विश्लेषण आप कर सकते हैं अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के संकेतों का विश्लेषण होता है क्योंकि आप यह सब गैरअंकित चीजों के लिए करते हैं इसमें कई प्रकार की जटिलताएं हैं कई आकार के आकर्षण हैं एक्स्पोनेंट लिबोना V एक्स्पोनेंट इस तरीके की सामग्री जानती है कि कहां आप अंतर देखिए कि कुछ प्रक्रिया आधारभूत सूक्ष्मदर्शी की तरफ देखने की कोशिश कर रही है फिर से यह एक प्रकार का बेमानी का अंतर है अब यह पैमाना अध्ययन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है इसी वजह से शायद कंप्रेसिव थ्योरीहै आप उस चित्र को याद कीजिए जो मैंने तब दिखाया था जब मैं बात कर रहा था कि चेतना बहुत बड़ी चेतना है और चेतना जैसी कोई एक चीज है जो संवेदना को बफरिंग का कार्य करती हैं और जो मस्तिष्क के केंद्रीय वैश्विक कार्य स्थान में जाती हैं जोकि विद्युत रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होता है और न्यूरॉनल नेटवर्क से उत्पन्न होता है परंतु कार्य स्थान की तरह मस्तिष्क पर एक आवरण होता है और उसके बाद बेसीएन है जो हमें लेकर जाती है और कई तरीके के विकार उत्पन्न करती है परंतु मस्तिष्क उसी समय सम अवस्था बनाए रखने वाला अंग है यह विषमताओं को हटाने की कोशिश करता है और पूरे संस्थान को पुनः बांध कर रखता है यह गति का विकार और निर्विकार तब वहां पर एक छोटे स्तर का नेटवर्क सिद्धांत है जो स्टोड डरड एक मॉडल है जो यह बताता है कि मस्तिष्क में गांठे होती हैं किसी नेटवर्क की तरह इसमें गांठे होती हैं और इसमें धार होती है जोकि जुड़ी हुई होती है ग्रंथियों के आधार पर बहुत सारे मॉडल है जो सामने आ रहे हैं परंतु फिर भी एक समस्या है जब हम इन सब को पढ़ते हैं तो या तो हम सिद्धांत एक मॉडल बनाते हैं और फिर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं कोई भी प्रयोग सिद्धांत एक मॉडल के आधार पर कैसे हो सकता है यह कैसे बता सकता है कि एक दी हुई परिस्थिति में मस्तिष्क कैसे कार्य करता है हमें फिर से पीछे आकर छोटे पर केंद्रित करना चाहिए जैसे एकसूक्ष्मदर्शी द्वारा एकल न्यूरॉन को देखना क्या यह कार्य करेगा क्या इंट्रा कॉर्टिकल रिकॉर्डिंग कहते हैं फिर से पूरा मस्तिष्क चला जाता है तू यह बहुत बड़ी समस्या है जिसमें किसी दी हुई अवस्था में स्थानिक टेंपोरल क्षेत्र को जोड़ते हैं फिर पूरे मस्तिष्क की क्रिया का अवलोकन होता है पूरे मस्तिष्क की क्रिया बहुत ही जटिल है क्योंकि हर क्षेत्र अलग कार्य कर रहा है आप उसको कैसे जुड़ेंगे इस पर आपने बहुत सारे शोध पत्र देखे होंगे तो हम कहां खड़े हैं मैं आपको पीछे ले जाता हूं कई साल पहले 5000 वर्ष पूर्व व्यास नदी के किनारे पर आपने वेदों के बारे में सुना होगा ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद मुझे लगता है कि वह सब बहुत ही समझदार लोग थे बहुत ज्यादा समझदार परंतु फिर भी उन्होंने अधिकार की निरर्थकता को महसूस किया तो हम नहीं जानते कि यह सब किसने लिखा क्योंकि इसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है पूरे ऋग्वेद को लिखने के बाद उसमें जीवन जीने की कला को बताया गया है और पूजा पाठ एवं सब कुछ बताया गया है और इसमें 10 मंडल हैं और नासादिया सूत्र हैं अगर आप इतिहास को देखेंगे दो वह बहुत ही धार्मिक रूप में है और यह पहली अस्तित्व की उलझन भरी जांच है और मैं सोचता हूं कि कॉस्मोलॉजी भौतिकी और यहां तक कि क्वांटम भौतिकी कुछ हद तक और पूरी न्यूरोसाइंस अभी भी प्रश्नों को तलाश रहे हैं हो सकता है उत्तर ना हो हमारे पास अपने समय से उत्तर आएगा परंतु प्रश्न सही थे यह सब लिखने के बाद उन्होंने कुछ लिखा जिसे नासादिया सूत्र कहते हैं मैं आपको बस एक उदाहरण देता हूं आप में से कुछ लोग मुझे नहीं पता थे कि नहीं थे परंतु कुछ लोग जो 1990 में थे और उन्होंने श्याम बेनेगल के धारावाहिक डिस्कवरी ऑफ इंडिया ले कर देखें और यह यूट्यूब पर भी उपस्थित है यह एफ एलFL से शुरू होता है और इसके बनने से पहले कोई सच्चाई नहीं थी और कोई धोखा नहीं था एफ एलFL तो क्या छुपा हुआ था तो मैं उसके एक श्लोक को अनुवादित करता हूं बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था बिग बैंक के पहले क्या था कुछ नहीं कुछ भी नहीं होता था कोई हवा नहीं थी यहां तक कि कोई स्वर्ग भी नहीं था तो इसे क्या ढक के रखता था वह कहां था किस की देखरेख में था क्या कोई गहराइयों में आकाशीय जल था तो जीने की कला और पूजा पाठ लिखने के बाद उन्होंने उत्पत्ति को लेकर यह प्रश्न पूछे ब्रह्मांड की उत्पत्ति यह प्रश्न आज भी बिना उत्तर के हैं अगर आप इसको देखेंगे तो आप विशेष तौर पर विभिन्न दुनिया के बारे में बात करेंगे आप नहीं जानते कि हमारे पास बिगबैंग है या कोई बिगबैंग था हम एक कपोल काल्पनिक दांत को जानते हैं की एक ब्रह्मांड में ब्लैक होल है तो दूसरे ब्रह्मांड में भी ब्लैक होल होना चाहिए हो सकता है हम किसी एक ब्लैक होल या किसी दूसरे ब्लैक होल के दूसरी तरफ से उत्पन्न हुए हो यह पागलपन लगता है परंतु विश्वास करिए जब वे लोग अकेले बैठे होते हैं तो इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं क्योंकि यह सब तो सिद्धांत है आप पीछे नहीं जा सकते और बिग बैंग को साबित नहीं कर सकते परंतु हमारे पास क्वांटम में बहुत ही बेहतरीन क्वांटम व्याख्या है और दूसरी कॉस्मोलॉजी की चीजें हैं परंतु एक संभावना है परंतु अभी भी बहुत कुछ की व्याख्या होनी बाकी है अभी भी अंतरिक्ष मन में बहुत कुछ समझाना बाकी है तो वास्तविकता क्या है यह प्रश्न करते हैं मैंने आपको बताया था कि 200 मिली सेकंड के पहले आफ चैतन्य नहीं हो सकते और आपका अवचेतन मन वह सब सामना कर रहा है जो एक चेतन मन को करना होता है यह 500 मिली सेकंड का खाका है सब कुछ 500 मिली सेकंड में आपको चेतन मिलेगा और यही हकीकत है आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है आप केवल इतना जानते हैं की आपके चेतन मन में क्या हो रहा है परंतु जब मैं यह देखता हूं और इस रिकॉर्डिंग को देखता हूं चाहे मैं इसी रास्ते में देखता हूं या मन के द्वारा जो कि बनाया गया है चाहे यह केवल 500 मिली सेकंड की हकीकत हो सबकी अपनी हकीकत होती है शायद हमें सोचते हैं कि क्या सामान्य है क्योंकि सभी कोई एक जैसा ही सोच रहा है क्योंकि एक ही समुच्चय की की संवेदनाएं पहुंच रही है मान लीजिए हम प्रतीक्षा सारी प्रस्तुति को बदल देते हैं तब भी क्या वास्तविकता समान रहेगी या हीरो की जो छवि मन में आ रही है और उसको अर्थ दिया जा रहा है जैसा कि मैंने लाल रंग को देखा आप लाल रंग को हो सकता है ना देख पा रहे हो और मुझसे सहमत हूं की यह लाल है क्योंकि यही मस्तिष्क की गुणवत्ता है क्योंकि यह किसी खास रंग के संकेतों को संभालता है और उसको लाल रंग नाम दिया गया है और वह लाल रंग जो आप यकीन करते हैं परंतु क्या हम सभी वही लाल रंग देख रहे हैं आप और मैं समान ही देख रहे हैं क्या हम तेज आंधी देख पा रहे हैं तेज हवा का बहना या आंधी एक भौतिक गुण है और क्या हम उसे समान तरह से महसूस कर पा रहे हैं यह हम नहीं जानते हैं तो क्या यही अर्थ है क्योंकि हवा का बहना इसका अर्थ है कि 100 चीजें 100 लोगों तक जाना और इसी वजह से मैं कहता हूं कि यही हमारी विशेषता है इसलिए आपका मस्तिष्क समान तरीके के संकेतों को अलग अलग तरह से संभालता है चाहे वह कोई भौतिक गति और संवेदना हो या एक भावनात्मक सोच लो जो कि वास्तविक स्पर्श है वह वास्तविक है या स्पर्श का अर्थ वास्तविक है समान स्पर्श का अर्थ अलग अलग लोगों में अलग अलग हो जब लोगों को प्रेम हो जाता है तो यह स्पर्श बहुत तेज महसूस होता है हर कोई स्पर्श चाहता है और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके विवाह को 10 से 15 वर्ष बीत चुका है जब वह क्रोधित होते हैं या हाथों से लड़ाई करते हैं तो भौतिकता समान होती है जिसे हम बदल नहीं सकते परंतु समान भौतिकता से लोग खींज जाते हैं तो क्या हो रहा है यह आपके मन की अवस्था है उन्हें विराम मन की अवस्था की संवेदना की आप प्रसन्न है आप किसी के साथ होना चाहते हैं किसी के साथ और फिर आप महसूस करते हैं कि यह एक अच्छा दूसरा पेशा है आप खीजे हुए हैं परंतु मस्तिष्क में भी यही रसायनिक क्रिया हो रही है तो क्या इसको आपने अर्थ दिया है आपने इसमें कुछ मान संवर्धन किया है आपने ऊपर से नीचे की तरह सोच और यह निर्णय लिया है कि यह मेरा प्रेमी है यह स्पर्श अच्छा है और तब आपके ऊपर से नीचे की ओर की सोच पर मैं क्रोधित हूं तो आपने पहले ही अपने आप को बताया है और यही मैं आपको बता रहा हूं यहां तक कि निष्पक्ष वाद के पहले हमारे मन में यह सब बहुत कठिन है चेतना की न्यूरल तुलनात्मक ता से ही चैतन्यता उत्पन्न होती है और यह मस्तिष्क की विद्युत रासायनिक क्रिया का नेटवर्क है परंतु जैसा कि मैंने कहा कि कैसे चैतन्यता प्रभावित होती है अगर चैतन्यता एक बादल की तरह है या बहुत ही छोटे आवरण में है तो यह कैसे प्रभावित करेगी क्या विद्युत रासायनिक क्रिया के माध्यम से क्या यह भी एक बड़ा प्रश्न है विद्युतीय प्रज्वलन का स्वरूप वह कैसे छवि बनाने में सम्मिलित होता है कौन उस छवि को देखता है और इसे समझने के लिए होमोन्यूक्लियर सिद्धांत उपयोगी है उसके अनुसार हमारे मस्तिष्क में एक छोटा सा आदमी बैठा हुआ है जो इन सारी छवियों को देखता है तो तब उस छोटे आदमी को कौन देख रहा है और अंदर कितने छोटे आदमी बैठे हुए हैं इसलिए हमारे पास सिर्फ एक होमोन्यूक्लियर पटल नहीं है तो क्या मस्तिष्क में बहुत सारे पटेल हैं दिन से छवियां परिवर्तित हो रही हैं और उनमें से एक अंतिम निर्णय करता है हम नहीं कह सकते हैं अगर वह ऐसे ऐसे बनते हैं अगर छवि मस्तिष्क में ऐसे बनती है तो आप कैसे देखते हैं यह सही है कि आप बाहरी चीजों को देखते हैं परंतु आप अभ्यांतर चीजों को कैसे और कहां देखते हैं तो इसके लिए एक क्षेत्र होता है जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या यह सिर्फ केवल विद्युत रासायनिक क्रिया है तो मुझे और भ्रम उत्पन्न करने दीजिए स्व क्या है अगर आप गैर प्रबल है तो दाहिने हाथ प्रबल वाले व्यक्ति में बाई तरफ प्रबल होता है

अगर पैराइटल में यह स्व की छवि बिगड़ जाती है अगर आपको याद हो तो मैंने अभ्यांतर और बाहर छवियों के बारे में बताया था तो यह मिथ्याभास क्या है मिथ्याभास बाहरी वातावरण में उपस्थित संवेदनाओं के बिना अनुभूति है तो अभ्यांतर छवि प्रक्षेपित होती है ऐसा यह व्यक्ति विश्वास करता है तो स्व की सीमाएं टूट जाती हैं कुछ सिजोफ्रेनिया इस व्यक्ति में सभी शाखाओं में पक्षाघात हो गया है और जो चीज गति कर रही है वह आंख और आंख की पलकें हैं और उन्होंने यह बेहतरीन पुस्तक लिखी है जो आंख की गति को समर्पित है तो वही मस्तिष्क जो एक सिंड्रोम में बंद गया है जिसे लॉगड इन सिंड्रोम द्वारा रोक दी जाती हैं वास्तविकता में एक रन बिहेवियर समस्या होती है जहां पर इस तरीके का पृथक्करण होता है परंतु ऐसा प्रथक्करण सिर्फ 20 मिनट तक के लिए ही होता है उसके बाद वापस से संगठन अपने आप हो जाता है शरीर क्रिया के अनुसार स्वप्न कहां चले जाते हैं स्व कहां होता है आप किस व की बात कर रहे हैं आपके हाथ गति नहीं कर रहे हैं और आप अपने स्वप्न पर क्रिया नहीं कर रहे हैं फिर भी मैं यह प्रश्न आप पर छोड़ता हूं तो मैं इसे आगे जारी रखूंगा अपने इस पाठ्यक्रम के आखिरी व्याख्यान में धन्यवाद अब हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे